सभी को नमस्कार इस सप्ताह में हम काउंटर पर चर्चा कर रहे हैं पिछली कक्षा में हमने एसिंक्रोनस काउंटर देखा था हमने अप काउंटर देखा हमने डाउन काउंटर देखा हमने एक विशेष सर्किट में अप और डाउन काउंटर दोनों देखा और हमने एक विशेष IC भी देखी आज की कक्षा में डिकोडिंग लॉजिक देखेंगे यह क्या है और काउंटर डिजाइन के संदर्भ में यह कैसे उपयोगी है और हम सिंक्रोनस काउंटर अप काउंटर डाउन काउंटर और आप डाउन काउंटर पर भी चर्चा करेंगे डिकोडिंग लॉजिक काउंटर की स्टेट की डिकोडिंग क्यों आवश्यक है तो उदाहरण के लिए हम मॉड 8 अप काउंटर एसिंक्रोनस अप काउंटर पर विचार करते हैं जो हमने पिछली कक्षा में लिया था ठीक है तो काउंटर में 3 फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप हैंप्रत्येक इनपुट पर 1 और 1 है इसका मतलब जब भी इनपुट पर क्लॉक ट्रिगर आती है यह टॉगल करता है ठीक है और काउंटिंग स्टेट जैसा कि हम पहले देख चुके हैं पिछली कक्षा में 0 0 0 से 0 0 1 फिर 0 1 0 फिर 0 1 1 इसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1 1 और दोबारा यह 0 0 0 पर वापस आ जाता है और यह चलता रहता है यह हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं हमने इसकी चर्चा की थी अब यह आंतरिक रूप से हो रहा है यदि हम तीनों इनपुट को देखें तो हम समझ सकते हैं कि क्लॉक या ट्रिगर की किसी विशिष्ट संख्या की गिनती हुई है ठीक लेकिन बाहरी दुनिया के लिए अगर हम जानना चाहते हैं कि 7 की गिनती हो गई है तो क्या हमें इन तीनों का नमूना लेने की जरूरत है और इसका पता लगाना चाहिए या हम एक तर्क एक आउटपुट एक अलग आउटपुट उपलब्ध करा सकते हैं जो कि उच्च हो जाएगा जब भी 7 की गिनती होती है ठीक है इसलिए हमें एक अतिरिक्त चीज की आवश्यकता नहीं है जहां हमें तीनों मानो को देखने की जरूरत है और उससे यह अनुमान लगाना है कि 7 की गिनती हुई है अथवा नहीं या 5 की गिनती हुई है या ऐसी कोई बात हुई है तो इस उदाहरण में हम यह दिखा रहे हैं कि सात की गिनती हो चुकी है जो कि यहां पर तीन इनपुट AND गेट जहां A B C इस तरह जुड़े हैं से समझी जा सकती है और जब यह सभी A B C उच्च होते हैं जैसा कि यहां सातवें पर अर्थात सातवें बिंदु के बाद की स्थिति है तो सातवा क्लॉक चक्र यदि हमने इसे 0th माना है तो आउटपुट एक क्लॉक चक्र के लिए उच्च होगा क्या यह स्पष्ट है ठीक तो यह आउटपुट 1 है इसका मतलब 0 से प्रारंभ होकर 7 क्लॉक एज आ चुके हैं 123 ठीक 12 3456 और 7 7 क्लॉकिंग 7 ट्रिगरिंग हो चुकी है क्या यह स्पष्ट है इसलिए यह दोबारा उच्च होगा जब दूसरा 7 यानी 1 1 1 आएगा ठीक तो यह डिकोडिंग सर्किट होने की उपयोगिता है जिससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं की कोई विशेष संख्या आई है अथवा नहीं ठीक है अब अगर हम इसे बढ़ाते हैं अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो 7 यानी 111 के बजाय अगर हम यह डिकोड करने में रुचि लेते हैं कि5 यानी 101 की गिनती हुई है या नहीं ठीक है तो हमें क्या करना होगा तो हमें एक आउटपुट गेट लेना होगा जिसका इनपुट C यहां MSB है C A और B की आवृत्ति से कम आवृत्ति से परिवर्तित हो रहा है ठीक तो जब C 1 है B 0 है और A 1 है यह दर्शाता है कि 5 की गिनती हो चुकी है इसका मतलब 0 से प्रारंभ होकर 5 क्लॉक एज आ चुके हैं क्या यह ठीक है तो इसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 7 हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए हमारी आवश्यकता के आधार पर हम इस डिकोडिंग लॉजिक को काउंटर के आउटपुट पर लगा सकते हैं और तदनुसार यह आउटपुट उच्च होगा जब भी काउंटर में गणना मान उस तक पहुंचता है और यह एक क्लॉक चक्र के लिए उच्च रहता है इसलिए इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यह 0 यहाँ फिर से उच्च होगा जो A bar B bar C bar है ये सभी इस बिंदु पर 1 हैंऔर फिर जब यह डिकोडिंग डिकोडर आउटपुट यह लॉजिक गेट आउटपुट यहां1 पर आता है तो C B दोनों 0 हैं और A 1 है ठीक C 0 है C 0 है B 0 है और A 1 है तो ये वह स्थिति है जब यह उच्च होगा तो ये वह केस है जब यह हो रहा है ठीक यह यहां उच्च हो रहा है और दोबारा यहां उच्च हो रहा है तो हर 8 क्लॉक चक्र के बाद यह होगा अब अन्य स्थितियों के लिए इसी तरह है क्या यह स्पष्ट है

तो फिर गड़बड़ी हटाई जा सकतीहै तो यह इस समस्या से निपटने का यह एक तरीका है अब यह हमें सिंक्रोनस काउंटर पर चर्चा में लाता है ठीक है तो सिंक्रोनस काउंटर में यह संचित विलंब और परिणामस्वरूप गड़बड़ ये पहलू वहां नहीं हैं सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक एक ही क्लॉक से ट्रिगर हो रहे हैं ठीक है अब हम यहाँ इस मामले में दो आरेख दो व्यवस्थाएँ देखते हैं तो यह एक सर्किट है यह एक और सर्किट हैमेरा मतलब है ये आपको समान परिणाम देंगे तो पहले सर्किट में आप जो देखते हैं वह यह है कि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को 1 और 1 1 और 1 1 और 1 दिया गया है इसलिए सभी टॉगल कर सकते है जब भी उन्हें क्लॉक मिलती है और आप देख सकते हैं कि यह क्लॉक फ्लिप फ्लॉप A को दिया गया है इस क्लॉक को एक AND गेट के माध्यम से फिर से यहाँ दिया गया है हम उस AND गेट के भाग में बाद में आएंगे और यह यहाँ भी दिया गया है इस प्रकार प्रभावी रूप से क्लॉक सभी तीन फ्लिप फ्लॉप के लिए उपलब्ध है जो इसे एक सिंक्रोनस काउंटर बना देगा ठीक तो ज़ाहिर है यहाँ कोई AND तर्क नहीं है इसलिए प्रत्येक क्लॉक ट्रिगर पर यह टॉगल करता है जिस तरह से आप जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप A टॉगल करता है हम उम्मीद करते हैं CBA कॉन्फ़िगरेशन में यह इसका LSB हिस्सा है

तो मॉड 8 के लिए हमने देखा है कि 3 इनपुट लॉजिक गेट की आवश्यकता होगी मॉड 16 के लिए 4 इनपुट और इसी प्रकार और आगेतो एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक द्वारा स्ट्रोब किए गए डिकोडिंग गेट्स प्रसार विलंब से संबंधित गड़बड़ी को दूर कर सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर में प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ट्रिगर किया जाता है जिससे विलंब संचय और संभावित गड़बड़ी से बचा जाता है एसिंक्रोनस काउंटर के विपरीत सिंक्रोनस काउंटर में अतिरिक्त लॉजिक गेट की आवश्यकता होती है इसलिए एसिंक्रोनस काउंटर में हमने देखा है कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्लॉक के रूप में अगले फ्लिप फ्लॉप को दिया जाता है यहाँ हम कुछ अतिरिक्त लॉजिक गेट्स को सिंक्रोनस काउंटर सर्किट में डाल रहे हैं और सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर का डिजाइन एसिंक्रोनस काउंटर के समरूप है लेकिन जहां अप काउंट के लिए कुछ इनपुट और डाउन काउंट के लिए कुछ अन्य इनपुट ले रहे हैं और मध्यवर्ती तर्क या बॉक्स जिस तरह से काम करता है 2 टू 1 मल्टीप्लेक्सर है ठीक है धन्यवाद